नमस्कार आपदा बहाली और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है यह व्याख्यान मुंबई भारत और घाना से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके आपदा जोखिम शासन करने पर केंद्रित है सामुदायिक भागीदारी जोखिम शासन में एक प्रमुख तत्व है हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि हमें कुछ रूपरेखा की आवश्यकता है और उस ढाँचे को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है एक है प्रक्रिया भाग एक है परिणाम भाग इसके साथ हम भागीदारी के व्यापक ढांचे के इन चरों को प्राप्त कर सकते हैं एक प्रक्रिया है और दूसरा परिणाम अब हम देखते हैं कि क्या यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि आपदा जोखिम प्रबंधन में लोग किस हद तक भाग ले रहे हैं क्या यह हमारे लिए आपदा जोखिम प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बेहतर बनाने में सहायक उपकरण हो सकता है यह मुंबई है भारत की वित्तीय राजधानी यह बांद्रा कुर्ला परिसर के सामने धारावी क्षेत्र है और यह मीठी नदी मैंग्रोव वन है और यह बांद्रा कुर्ला है और यह धारावी क्षेत्र है यह हमारा अध्ययन क्षेत्र है 2005 में मुंबई में एक भयावह आपदा आई एक दिन में लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश हुई 60 शहर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ इस एक दिन या 2 दिन की बाढ़ के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए थे यह धारावी क्षेत्रों की तस्वीर में से एक है हमारा स्थान इसके बहुत करीब है यह महाराष्ट्र है और यह मुंबई है और यह हमारा अध्ययन क्षेत्र धारावी है यह विहार पवई से आने वाली मीठी नदी है और यह हमारे दो अध्ययन क्षेत्र हैं धारावी और धारावी में राजीव गांधी नगर आप यहाँ देख सकते हैं कि मीठी नदी तट पर बसी हुई भूमि पर अतिक्रमण है यह पहले एक मैंग्रोव वन था ये 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की कुल आबादी में से कुछ हैं जो इस छोटी सी जगह के भीतर 25000 हैं मुंबई के लिए एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन करने के लिए क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा मुंबई के नगर निगम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और अन्य कई संस्थानों जैसे जे जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सहयोग से हमारा प्रोजेक्ट था हमने जी नॉर्थ वार्ड एमसीजीएम एक अनुसंधान केंद्र में एक छोटा कार्यालय स्थापित किया हम धारावी जाते थे और लोगों से कहते थे कि तुम कैसे हो और फिर हम लोगों के साथ तालमेल बनाते थे लोगों ने कई मुद्दों के बारे में बात की वे अपनी आजीविका नौकरी परिवार और आवास के मुद्दों के बारे में चिंतित थे हम चाय के स्टॉल और जूस की दुकान पर चर्चा करते थे तब उन्होंने इस क्षेत्र में बाढ़ और जलभराव की समस्या के बारे में बात करना शुरू किया और हमने लगातार चर्चा की और हमने कहा कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं हमने अपनी योजना उन पर नहीं डाली हम चाहते थे कि यह प्रस्ताव उनसे आना चाहिए और हमें उनकी चिंताओं को समझने का भी प्रयास करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें कुछ मदद की ज़रूरत है अगर आप हर साल आने वाली बाढ़ से बचने का बेहतर प्रबंधन कर सकें हमने जोखिम मानचित्रण विकसित किया और फिर समय के साथ हमने उनके साथ एक कार्य योजना विकसित की मैं इस बारे में बात करूंगा कि हमने इन समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैसे शामिल करते हैं पहले चरण में हमने स्टेकहोल्डर की पहचान की और एक आधार - नक्शा बेस मैप विकसित किया और फेज दो में हमने जोखिम का मानचित्रण रिस्क मैपिंग और काम को प्राथमिकता दी हमने यह सर्वेक्षण फरवरी में शुरू किया था और मेरे कुछ छात्र राजीव गांधी नगर में सर्वेक्षण कर रहे हैं हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं जैसे मानचित्रण समूह चर्चा शहर देखना अवलोकन तस्वीरें माध्यमिक डेटा संग्रह तकनीक सामग्री विश्लेषण दस्तावेज यह सर्वेक्षण के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं यहाँ कुछ झलकियाँ और चित्र हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि हमने साक्षात्कार और समूह चर्चाएँ कीं यहां समुदाय के साथ हमारी चर्चाओं की एक प्रतिलिपि है हमने पहले नक्शा विकसित किया और फिर हमने इसमें डेटा डाला यहां हम विभिन्न प्रकार के हितधारक देख सकते हैं जीसीओई उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र क्योटो विश्वविद्यालय की टीम की मानव सुरक्षा इंजीनियरिंग स्थानीय समुदाय के सदस्य और नगर निगम ग्रेटर मुंबई विशेष रूप से जी नॉर्थ वार्डों की भागीदारी हम उन्हें मानचित्रण और सर्वेक्षणकर्ता के काम में मदद करते हैं और समुदाय को सर्वेक्षण की भूमिका और उद्देश्य की व्याख्या और परिचय देते हैं इस प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय प्रमुख मुखबिर था और एमसीजीएम या नगर निगमों ने भी हमें रसद सहायता प्रदान करने में और लोगों के साथ तालमेल बनाने में मदद की हमने भूमि उपयोग आवासीय वाणिज्यिक सार्वजनिक खेल के मैदान बुनियादी ढांचे डॉक्टरों के क्लिनिक सामुदायिक शौचालय सामुदायिक नल स्कूल जैसे बहुत सारे डेटा एकत्र किए हमने बाढ़ की अवधि बाढ़ के दौरान जल स्तर अक्सर प्रभावित क्षेत्रों भवन की ऊंचाई निर्माण सामग्री भवन की स्थिति प्लिंथ स्तर जैसे खतरों के लिए डेटा एकत्र किया यहाँ कुछ तथ्य हैं कि 2006 के बाद बहुत से आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है यह वास्तव में राजीव गांधी नगर की सड़क है लोगों ने जी 1 संरचना का निर्माण करना शुरू कर दिया हालांकि इसकी अनुमति नहीं है समुदाय ने बताया कि कई लोग अब राजीव गांधी नगर में जी 1 संरचना का निर्माण कर रहे हैं यह पक्की या अर्ध पक्की ठोस संरचना हो सकती है उनकी अवसंरचनाएं पक्की नहीं थीं आप यहां जल निकासी की गुणवत्ता देख सकते हैं इसके अलावा बिजली की आपूर्ति यह आसानी से विद्युतीकृत हो सकता है और करंट आपातकालीन या बाढ़ के दौरान लोगों को मार सकता है प्रवेश मार्ग बहुत संकीर्ण हैं आप आप भाग नहीं सकते दो लोग इसमें से आसानी से नहीं गुजर सकते सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं और बाढ़ के दौरान जब ये सड़कें पानी से भर जाती हैं तो आप कदम नहीं रख सकते क्योंकि आप नहीं जानते कि आप अपना पैर कहाँ रख रहे हैं 2005 में यहाँ एक मीठी नदी थी और यहाँ सड़क थी और बाढ़ इस तरह से आई जो लगभग 8 फीट थी 2005 में लोग क्षेत्र को खाली नहीं कर सके एक कारण यह था कि कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं था कोई प्रारंभिक चेतावनी नहीं थी और घर का मुखिया घर पर नहीं था इसलिए महिला अन्य स्थानों पर जाने के लिए नेतृत्व का निर्णय नहीं ले सकती थी या बहुत देर हो चुकी थी जब उन्होंने पूरे क्षेत्र को खाली करने का फैसला किया आसपास के क्षेत्रों में पानी भरा हुआ था और उन्हें संपत्ति या लूट का डर भी था लोगों को पता नहीं था क्षेत्र को खाली करके कहां जाना है और किस तरह से अपने क्षेत्रों को खाली करना है इसलिए क्षेत्रों को खाली नहीं कर पाए बाढ़ से पहले यह एक घर था फिर स्थानीय सरकार ने साल दर साल सड़क को ऊंचा करना शुरू कर दिया लेकिन परिणामस्वरूप घर पानी से अधिक असुरक्षित थे क्योंकि पानी अब आसानी से घर में आ सकता था और यह उनके लिए वास्तव में जोखिम भरा था ये कुछ चिंताएँ हैं जो उन्होंने साझा की हैं कुछ लोग मीठी नदी के पास एक अतिक्रमण कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि नए निर्माणों की शुरुआत हुई है इसलिए नगरपालिका प्राधिकरण ने हाल ही में इन स्थानों को ध्वस्त कर दिया लेकिन फिर से नए निर्माण आ रहे हैं तो ये कुछ तथ्य लोगों ने साझा किए हैं हमने पाया कि 1980 में यह मैत्री नदी पर पूरी तरह से एक मैन्ग्रोव क्षेत्र था और यह धारावी क्षेत्र है लेकिन यह वास्तव में मैन्ग्रोव क्षेत्र था 1990 के दशक की शुरुआत में या 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कुछ बस्तियों में विशेष रूप से निर्माण श्रमिक आ गए थे जिन्हें उन्होंने अस्थायी घर बनाने के लिए शुरू किया था आप देख सकते हैं कि 2000 2005 और 2013 में यह बढ़ रहा है यह बहुत पुरानी बस्ती नहीं थी राजीव गांधी नगर में घरों की ऊँचाई समतल है आप देख सकते हैं कि अधिकांश घर केवल भूतल हैं लेकिन हाल ही में सड़क के किनारे के लोग जी 1 संरचना का निर्माण कर रहे हैं जिसे आप यहाँ लाल रंग में देख सकते हैं 2005 में मीठी नदी के करीब इन लाल निशान क्षेत्रों में बाढ़के पानी का स्तर लगभग छह से दस फीट था छह से दस फीट जो कि एक मानव ऊंचाई से अधिक है और उनके अधिकांश हिस्सों में दो से पांच फीट था और सड़क के करीब वे बहुत पीड़ित नहीं थे केवल एक फीट पानी था वे इन श्रृंखलाओं में वार्षिक जलभराव का सामना कर रहे थे और आप यहां देख सकते हैं कि अधिकांश इमारतें प्रतिवर्ष एक से दो फीट जलभराव का सामना करती हैं और अधिकांश मामलों में यह लगभग दो से तीन घंटे तक जारी रहती है 2005 की बाढ़ इमारत और घरेलू संपत्ति को नुकसान थी सबसे अधिक प्रभावित घर वे थे जो माहिम क्रीक या मीठी नदी के करीब थे उन्होंने सब कुछ खो दिया उनके घर दीवारों से भी क्षतिग्रस्त हो चुके थे इसलिए यह बहुत बड़ा नुकसान था यहाँ छात्रों द्वारा किए गए कुछ रेखाचित्र हैं कई और मैपिंग को जोड़ने की इस कवायद को खत्म करने के बाद हम सभी लोगों से पूछते हैं कि कृपया हमें चिह्नित करें कि आप किस तरह से रिस्क मैपिंग के इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं क्या यह सफल रहा या नहीं इसलिए अधिकांश मामलों में हमने बहुत अच्छा किया जैसे कि शुरुआती व्यस्तता हितधारक का प्रतिनिधित्व और स्पष्ट एवं सहमत वस्तु निरंतरता लेकिन कुछ मामलों में हमारे पास संसाधन की उपलब्धता कम है हम लोगों की शक्ति या क्षमता में सुधार नहीं कर सके उनके पास निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति कम है क्योंकि उनके पास संसाधन कम हैं इसलिए वे अपनी परियोजनाओं को अंजाम नहीं दे सकते हम लोगों से पूछते हैं कि ये पैरामीटर ठीक हैं लेकिन आपने वास्तव में क्या सोचा था जो इस अभ्यास में शामिल नहीं था तो उन्होंने हमसे कहा कि जानकारी ठीक है लेकिन एक सहभागी दृष्टिकोण सार्थक है हमारी भागीदारी तभी सार्थक है जब आपके द्वारा भेजे गए सुझाव के अलावा आप हमें बता सकते हैं कि हम कुछ कार्य योजना बना सकते हैं इसलिए हमें जानकारी से सुधार की ओर बढ़ने की आवश्यकता है और हमें कुछ संभव परिणाम भी देखने की जरूरत है इसीलिए लोग खुद को भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं लेकिन हमें इस अभ्यास में बहुत मज़ा शामिल करना चाहिए फिर अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना चाहिए आपको इसे अधिक आराम से करना चाहिए हमने इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण पुनर्वास प्रतिक्रिया और राहत के लिए एक कार्य योजना विकसित करना शुरू किया इसलिए हमने वास्तव में बचाव कार्यों के लिए क्रियाओं को सूचीबद्ध किया वे बाहरी मदद के बिना क्या कर सकते हैं और बाहरी मदद से वे क्या कर सकते हैं और ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि कौन किस तरह का काम करेगा यहां आप स्वयंसेवकों के सभी कार्यों की संख्या देख सकते हैं जैसे आपात स्थिति में विकलांग घायल और बुजुर्गों को बचाना जीवित रहने की किट की सामग्री की सूची प्रदान और वितरित करना लोगों को महत्वपूर्ण दस्तावेज विशेष रूप से निकासी के दौरान विभिन्न पहचान पत्र ले जाने के लिए अपील करना हम पुनर्वास और तैयार होने के लिए कार्यों की सूची बनाते हैं जैसे लंबित कार्यों की पहचान करना नेताओं को स्थानीय बाढ़ की समस्या बताना और भेद्यता को देखने और रिपोर्ट करने के लिए पहचान करना सिविल डिफेंस के साथ आपातकालीन सेवाओं की बैठक के संपर्कों की सूची तैयार करना यह सुनिश्चित करना कि कोई भी गटर में कचरा नहीं फेंक रहा है वे खुद क्या कर सकते हैं और बाहरी एजेंसियों की मदद से क्या कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये इन बुद्धिशीलता सत्रों के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं हमारे छात्र विशेषज्ञ और समुदाय के लोग हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि वे कई सामुदायिक समितियों का विकास करते हैं जैसे कार्रवाई चॉल और स्वयंसेवक इसके अलावा वे नगर निगमों नागरिक सुरक्षा गैर सरकारी संगठनों और शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों से मदद चाहते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र अंतरित प्राथमिकता और दूरस्थ प्राथमिकता क्या हैं धारावी समुदाय ने बाढ़ आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए कार्य योजना का नेतृत्व किया लेकिन सवाल यह है कि लोग भाग क्यों लेते हैं बाएं हाथ की ओर आप प्रक्रिया आधारित मानदंड देख सकते हैं और दाहिने हाथ की ओर आप कुछ संदर्भ देख सकते हैं जहां से हम पा सकते हैं कि यह हमारी सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रस्तावित तर्क है बाएं हाथ की ओर आप सफल कार्यान्वयन आपसी विश्वास स्वामित्व संघर्ष समाधान आत्मनिर्भरता देख सकते हैं यह परिणाम मानदंड होना चाहिए और दाहिने हाथ की ओर आप संदर्भ देख सकते हैं लेकिन ये मानदंड या तो शोधकर्ताओं परियोजना सुविधाकर्ताओं स्थानीय सरकार गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकसित या परिणाम आधारित हैं हम समुदायों की भागीदारी चाहते हैं लेकिन समुदाय कभी यह परिभाषित करने में शामिल नहीं था कि भागीदारी का अर्थ क्या है वे कैसे भाग लेना चाहेंगे यह हमेशा बाहरी लोग हैं जो हितधारक और पीड़ित नहीं हैं हम किसी की भागीदारी की तलाश कर रहे हैं और हम अन्य दृष्टिकोणों में उनकी भागीदारी को परिभाषित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम समुदाय को भाग लेने के लिए कह रहे हैं लेकिन हम यह परिभाषित कर रहे हैं कि वे कैसे और क्या कब और किस हद तक भाग ले सकते हैं इसलिए आपकी भागीदारी इस बात पर निर्भर करती है कि मैं आपको कैसे भाग लेने देना चाहता हूं मैं कह सकता हूं कि आप दो तीन प्रश्न या तीन चार प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं इसलिए मैं आपको यहां स्वतंत्र रूप से शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहा हूं हम इस बात को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं समुदाय स्वयं परिभाषित करेगा कि भागीदारी का क्या अर्थ है भागीदारी के मानदंड क्या हैं इसलिए हम इसे उपयोगकर्ता आधारित दृष्टिकोण कहते हैं जिनकी भागीदारी हम उनके लिए खोज रहे हैं वे भागीदारी के मानदंडों को परिभाषित करेंगे इसलिए हमने समुदाय को यह परिभाषित करने के लिए कहा कि प्रक्रिया और परिणाम आधारित मानदंडों के संदर्भ में एक सफल सामुदायिक भागीदारी क्या होनी चाहिए हमने घाना में एक पश्चिम अफ्रीकी देश में अध्ययन किया और जलवायु परिवर्तन ने एक आपदा ग्रस्त समुदाय को प्रभावित किया विशेष रूप से ऊपरी क्षेत्र वा घाना का उत्तरी भाग उनकी राजधानी अकरा से लगभग चार सौ किलोमीटर दूर है और जो इस देश के सबसे गरीब क्षेत्र में से एक है इसलिए उनके पास बाढ़ औरसूखा दोनों मुद्दे हैं इस कैलेंडर को किसानों या स्थानीय निवासियों द्वारा विकसित किया गया था जिसका वे स्वयं चित्रण करते थे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करते हुए वे समझ सकते थे कि मई से सितंबर तक बारिश की शुरुआत होती है अक्टूबर में हल्की बारिश होती है और फिर नवंबर से मार्च तक शुष्क मौसम होता है लेकिन जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अब वर्षा की शुरुआत अप्रैल से मई तक चली जाती है कभी कभी यह जून तक भी चलती है मई तक तो ठीक है लेकिन जब यह जून या जुलाई में चला जाता है तो यह लगभग सूखे जैसा होता है और सूखे के ठीक बाद अगस्त और सितंबर के दौरान बहुत ही गहन वर्षा होती है इसलिए पहले बारिश नहीं हुई और वे पानी की कमी और सूखे का सामना कर रहे थे और फिर उनके पास बहुत भारी बारिश से यह मौसमी बदलाव आया इसलिए हमें उन्हें छोटे और बड़े हस्तक्षेप के साथ तैयार करने की आवश्यकता है इस जगह पर कई परियोजनाएं चल रही हैं और इस परियोजना के कई जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इनमें से अधिकांश परियोजनाएं स्थानीय लोगों को शामिल करने की वकालत कर रही हैं अब हम इन सभी जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं में देखना चाहते हैं कि लोग इन परियोजनाओं को कैसे देखते हैं उनकी क्या भागीदारी है और उन्हें कैसे लगता है कि वे इन परियोजनाओं में बेहतर भागीदारी कर सकते हैं यह अध्ययन के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें प्रमुख सब कुछ तय करता है हमने यह सर्वेक्षण चार गांवों वा जिले पश्चिम जिले चिटनागा बंकपामा ज़ोवेली और बलेलाफ़िली में किया हमने लोगों से सवाल पूछा कि वे सार्वजनिक भागीदारी के बारे में क्या सोचते हैं क्या परिणाम हैं और वे सार्वजनिक भागीदारी से क्या प्रक्रिया चाहते हैं 2007 2010 में बाढ़ आई थी लोगों ने हमें बताया कि प्रक्रिया में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए स्पष्ट उद्देश्य सहमत उद्देश्य निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति समुदाय के साथ संबंध जारी रखना स्थानीय ज्ञान अच्छे सूत्रधार को शामिल करना और परिणाम आजीविका सुरक्षा योजना कार्यान्वयन स्वामित्व आत्मनिर्भरता समय प्रभावी होना चाहिए स्लाइड समय देखें 273 उन्हें लगता है कि आजीविका सुरक्षा महत्वपूर्ण है वे योजना कार्यान्वयन चाहते हैं वे कुछ संभव परिणाम चाहते हैं स्वामित्व लेकिन सबसे अधिक आत्मनिर्भरता है हमारे पास कई विचार हैं लेकिन हमें सशक्त होना चाहिए ताकि हम परियोजनाओं का पालन करें यह भी समय प्रभावी होना चाहिए और सभी समूहों के प्रतिनिधित्व पर सहमत है परियोजनाओं के स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सहमत उद्देश्य शक्ति समुदाय के साथ निरंतर संबंध होने चाहिए ये ऐसे मापदंड हैं जिनसे हम सामुदायिक भागीदारी को परिभाषित करते हैं यह तय करेगा कि सामुदायिक भागीदारी का अर्थ क्या है